इसलिए सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी मॉडल के लिए एक ढील को वीक ऑर्डरिंग'weak ordering'कहा जाता है यह एक रिलैक्ड मॉडल है तो यह मॉडल क्या कहता है यह कहता है कि मेमोरी ऑपरेशंस को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैडेटा ऑपरेशंस और सिंक्रोनाइज़ेशन ऑपरेशंस अंतर्ज्ञान यह है कि डेटा ऑपरेशन का एक सेगमेंट जो ऑपरेशन एक डेटा ऑपरेशन में हो रहा है कुछ सिंक्रोनाइज़ेशन ऑपरेशनसे पहले सिंक्रनाइज़ेशन ऑपरेशन के बाद होने वाले डेटा ऑपरेशन को प्रभावित नहीं करता है यह कंपाइलर को क्या करने की अनुमति देता है इसलिए सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेशंस के बीच डेटा क्षेत्रों में मेमोरी ऑपरेशंसको पुन व्यवस्थित करना आमतौर पर प्रोग्रामकी यथार्थता को प्रभावित नहीं करता हैतो इसका क्या मतलब है कि डेटा ऑपरेशंस के क्षेत्र में मैं प्रोग्राम की यथार्थता को प्रभावित किए बिना निर्देशों को स्थानांतरित कर सकता हूं तो अब कंपाइलर क्या कर सकता है अब एक डेटा सेगमेंट के भीतर तो आपके पास कुछ डेटा ऑपरेशंसहोंगेइसलिएये सभी डेटा ऑपरेशंस हैं और फिर आपके पास कुछ सिंक ऑपरेशन होगाफिर से आपके पास कुछ डेटा ऑपरेशंस होंगे और तब शायद फिर से आपके पास कुछ सिंक ऑपरेशन हों और अब कंपाइलर जानता है कि यह इस सिंक ऑपरेशन को देखता है यह इन सिंक्रोनाइज़ेशन ऑपरेशंस के बारे में जानता है और यह इन डेटा ऑपरेशंस को देखता है और यह जानता है कि यह इन निर्देशों को इच्छानुसार स्थानांतरित कर सकता हैयह प्रोग्रामर की सहीता को प्रभावित करने वाला नहीं है जो प्रोग्रामर और सिस्टम के बीच का समझौता है ठीक है कि डेटा ऑपरेशंस के भीतर जब तक मैं सिंक ऑपरेशन नहीं देखता हूं तब तक मुझे फिर से चालू करने की अनुमति है मुझे सिंक ऑपरेशंस में रीऑर्डर नहीं करना चाहिए इसलिए मुझे यहाँ से यहाँ या यहाँ से कोई निर्देश नहीं ले जाना चाहिए यह सिंक सीमा को पार नहीं करना चाहिए लेकिन इन निर्देशों के बीच मैं पुन व्यवस्थित कर सकता हूं सही और जब तक मैं सिंक ऑपरेशन से नहीं टकरातासही मैं रजिस्टरस में मान रख सकता हूं यदि मैं जब मैं सिंक ऑपरेशन को हिट करता हूं तो मुझे बहुत सी चीजों के बारे में सावधान रहने की जरूरत है मेरे पास जो कुछ भी मेरे रजिस्टरस में है मुझे उन सभी को मेमोरी में वापस लिखने की आवश्यकता है ठीक है कोई भी अपडेट्स जो किसी भी राइट बफ़रस में लंबित हैं या कुछ पूरा करने की आवश्यकता है ठीक है इसलिए सिंक ऑपरेशन होने पर बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि सिंक ऑपरेशन के बिंदु पर प्रोसेसर की स्थिति को मेमोरी के अनुरूप होना चाहिए तो सिंक्रनाइज़ेशन ऑपरेशंस उनके कोड के पुन व्यवस्थित करने को रोककर प्रोग्राम के ऑर्डर को लागू करता हैसही और अनिवार्य रूप से सिंक्रनाइज़ेशन ऑपरेशंस के बीच एक अस्थायी दृश्य बनाए रखा जाता है इसलिए यह सिंक्रोनाइज़ेशन ऑपरेशंस के बीच है एक दृश्य हो सकता है कि उस विशेष प्रोसेसर में है जो उस मेमोरी के किसी अन्य प्रोसेसर के समान दृश्य नहीं है मेरे पास रजिस्टर में एक स्थानीय i हो सकता है जिसे अन्य प्रक्रिया नहीं देख पा रही है तो यह एक अस्थायी दृष्टिकोण है ठीक है ओपनएमपी कंसिस्टेंसी मॉडल क्या है ठीक है यह आगे की ढील के साथ वीक औरड्रिंग है तो हम इस बारे में बात करेंगे लेकिन पहले हमें यह समझने दें कि वीक औरड्रिंग के संबंध में एक महत्वपूर्ण सिंक्रनाइज़ेशन ऑपरेशन है इसे फ्लश'flush' कहा जाता है यह जो रोकता है वह है यह फ्लश इंस्ट्रक्शन में मेमोरी एक्सेस को रीऑर्डर करने से रोकता है आप फ्लश निर्देश के लिए चर की एक सूची दे सकते हैं तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि मैं a के साथ कुछ कर रहा हूं पढ़ना लिखना कुछ मैं 'a' के साथ कुछ करता हूं मैं 'b' के साथ कुछ करता हूं और फिर मैं 'flush ' कहता हूं और फिर मैं 'a' के साथ कुछ करता हूं मैं 'b' के साथ कुछ करता हूं इसलिए यह फ्लश यह सुनिश्चित करता है कि मैं उन निर्देशों को फिर से न पाऊं जो फ्लश इंस्ट्रक्शन के पार a को एक्सेस करते हैं मैं इस निर्देश को यहाँ स्थानांतरित नहीं कर सकता मैं इस निर्देश को यहाँ स्थानांतरित नहीं कर सकता इनकी अनुमति नहीं है क्या अनुमति है तो इस निर्देश को अनुमति देने से पहले इस निर्देश को आगे बढ़ाना मैं ऐसा कर सकता हूँ मैं इस a एक्सेस से पहले इस b को स्थानांतरित कर सकता हूं मुझे ऐसा करने की अनुमति है तथ्य की बात के रूप में मैं इस 'b' को यहां भी स्थानांतरित कर सकता हूं क्यों क्योंकि यह फ्लश केवल ' a ' को समन्वयित करना चाहता है ठीक है इसलिए यह ' b ' की परवाह नहीं करता है अगर मैं कहता हूं कि 'flushab ' तो भी यह अनुमति नहीं दी जाएगी ठीक है यहां तक कि 'b' को भी पार नहीं किया जा सकता है अगर मैं 'flushab'कहता हूं तो यह सुनिश्चित करेगा कि इन सभी निर्देशों को निष्पादित किया जाता है फिर फ्लश निष्पादित हो जाता है फिर इन सभी निर्देशों को निष्पादित किया जाता है छात्र केवल अगर 'a ' 'b' पर निर्भर नहीं है तो केवल 'b' के कथन को इस तरह स्थानांतरित किया जा सकता है हाँ मेरा मतलब है कि बहुत सारी अन्य चीजें हैं जिन्हें आपको किसी भी निर्देश को आगे बढ़ाने से पहले विचार करना होगा सही वह कंपाइलर पता लगाएगा इसलिए हम इस चर्चा में नहीं पड़ रहे हैं कि सभी कंपाइलर को क्या करने की अनुमति है कंपाइलर किसी भी इंस्ट्रक्शन को इधर उधर करने से पहले बहुत सी बातों का ध्यान रखेगा उसे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा निर्भरता सही और बहुत सारी चीजें इसलिए हम उस चर्चा में नहीं आ रहे हैं हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि यदि कंपाइलर इसे इधर उधर ले जाना चाहता है तो क्या उसे इधर उधर ले जाने की अनुमति है या नहीं और यह फ्लश निर्देश कहता है नहीं आपको इसे स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है ' आइए इस कोड को ठीक करने का प्रयास करें क्रिटिकल सेक्शंस के लिए डेकर एल्गोरिथ्मDekker's algorithm यह हमारे द्वारा देखे गए कोड के समान है अब के अलावा यह वास्तव में है इसका क्या मतलब है क्रिटिकल सेक्शंस सही इसलिए मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह कोड ठीक से काम करें फ्लश निर्देश कहां लाने चाहिए और फ्लश निर्देश क्या है जिसका उपयोग करना चाहिए मान लीजिए कि हम अब सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी मॉडल में नहीं हैं सही अब हम वीक औरड्रिंग मॉडल में हैं जहां अब कंपाइलर को चीजों को स्थानांतरित करने की अनुमति है अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं ओपनएमपी में मुझे फ्लश निर्देशों को कहां प्रस्तुत करना होगा ताकि कंपाइलर को गड़बड़ न हो अन्यथा यह इस फ्लैग को एक और नीचे ले जाने वाला है और फिर दोनों एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करने वाले हैं हम नहीं चाहते कि ऐसा हो छात्र क्रिटिकल सेक्शन और ईफ स्टेटमेंट के बीच क्रिटिकल सेक्शन और ईफ स्टेटमेंट के बीच यह मदद नहीं करता है सही यदि वे दोनों ईफ कंडीशनमें प्रवेश करते हैं तो नुकसान पहले ही हो चुका है छात्रईफ और असाइनमेंट के बीच ईफ और असाइनमेंट के बीच इसलिए मुझे यहां फ्लश'flush' जोड़ने की आवश्यकता है और मुझे यहां फ्लश'flush' जोड़ने की आवश्यकता है मुझे जोड़ने के लिए क्या फ्लश'flush' निर्देश है छात्रflush flush यह सबसे आसान तरीका है ठीक है आपको पता नहीं है कि कौन सा करना है इसलिए बस उन सभी को करें यह सुरक्षित तरीका है तो इस बारे में क्या क्या यह कोड अच्छा है खैर मैंने पहले ही गलत कोड लिख दिया है तो जाहिर है यह अच्छा नहीं है इस कोड के साथ क्या समस्या है तो फ्लश याद रखें फ्लश कैसे काम करता है 'फ्लश' यह सुनिश्चित करता है कि उस चर या उस चर की सूची वाले संचालन को फ्लश के आसपास स्थानांतरित नहीं किया गया है तो क्या गलत हो सकता है छात्रयह किसी भी क्रिटिकल सेक्शंस तक नहीं पहुँच सकता है यह नहीं पहुंचा क्यों तो आप समझते हैं कि यह एक बैरियर नहीं है सही है आप समझते हैं कि बैरियर क्या है बैरियर वह है जहां आगे बढ़ने से पहले दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ आना चाहिए यह कोई बैरियर नहीं है एक फ्लश'flush' सिर्फ यह कह रहा है कि मेरे पास जो है उसके अनुरूप मेमोरी बनाएं और कुछ नहीं यह परवाह नहीं करता कि दूसरा प्रोसेसर कहां है तो कंपाइलर क्या कर सकता है कि यह इन 2 निर्देशों को उठा सकता है और उन्हें नीचे ले जा सकता है यह पूरी तरह से वैध है सही है क्यों यह फ्लैग 1 के लिए फ्लश से परे फ्लैग 1 से जुड़े मेमोरी एक्सेस को स्थानांतरित नहीं किया है इसने फ्लैग 2 से परे फ्लैग 2 से जुड़े निर्देशों को स्थानांतरित नहीं किया है लेकिन यह उन दोनों को एक साथ ले जाता है यह अनुमति है कंपाइलर को ऐसा करने की अनुमति है तो आप समस्या देखते हैं और अब दोनों ही कोड निर्देशों के उसी क्रम से क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश कर सकते हैं जो हमने पहले देखा था तो सही कोड क्या है 'flushFlag1Flag2'सही यह सही कोड है अब यह दोनों को नीचे नहीं ले जा सकता है क्योंकि तब यह फ्लैग 2 के फ्लश और फ्लैग 2 इफ कंडीशनके बीच ऑर्डर को बनाए नहीं रखेगा तो आपको वापस जाने की जरूरत है और बस इन उदाहरणों को देखें और उनका अध्ययन करें बहुत सावधानी से सही है जितना अधिक आप इसे देखेंगे उतना ही आप समझेंगे कि यह ऐसा क्यों है इसलिए हमने कहा कि ओपनएमपी एक वीक कंसिस्टेंसी मॉडल है और यह आगे की ढील है जो हम अभी तक नहीं आए हैं लेकिन यह है कि हमने कई ओपनएमपी प्रोग्राम्स लिखे हैं और हम कभी भी फ्लश'flush' के बारे में परेशान नहीं हुए हैं ऐसा क्यों है हमने कभी भी फ्लश 'flush' के बारे में बात नहीं की और फिर भी हमने प्रोग्राम लिखे और वे ठीक ठाक चले और सब कुछ ठीक लग रहा था ऐसा क्यों है क्योंकि ओपनएमपी स्पष्ट रूप से विभिन्न स्थानों पर फ्लश निर्देश डालता है कहां यह फ्लश डालता है बैरियर्स पर जहां भी यह एक बैरियर को देखता है ओमप बैरियर प्रवेश सभी समानांतर क्षेत्रों से बाहर निकलने पर सही जहां भी समानांतर काम साझाकरण अनुभाग हैं ' pragma omp for' सही ' pragma omp single' यह इनके आसपास फ्लश निर्देश डालता है क्रिटिकल सेक्शंस यह इनके आसपास फ्लश निर्देश डालता है इसलिए यह सावधानीपूर्वक इन सभी फ्लश निर्देशों को डालता है यदि आप अपने डेटा को ठीक से एक्सेस कर रहे हैं तो आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको फ्लश के स्पष्ट उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी क्यों क्योंकि जब आप एक साझा चर का उपयोग कर रहे हैं यदि आप एक साझा चर को अपडेट कर रहे हैं तो आप एक क्रिटिकल सेक्शन का उपयोग करेंगे तो यह क्रिटिकल सेक्शन सुनिश्चित करता है कि फ्लश हो रहा है इसलिए यदि आप अपने सभी डेटा एक्सेस के बारे में सावधान हैं जब भी आप साझा चर एक्सेस कर रहे हैं जो क्रिटिकल सेक्शंस या एटॉमिक 'atomic' का उपयोग कर रहे हैं सही तो अन्य निहित फ्लश क्या हैं लॉक्स के आसपास और एटॉमिक में प्रवेश और निकास पर सही' pragma omp atomic' एटॉमिक निर्देशों को याद रखें जब भी आप वैश्विक चर का उपयोग कर रहे हैं यदि आप सावधान हैं तो साझा चर यदि आप ' pragma omp atomic" pragma omp critical' का उपयोग करने के लिए सावधान हैं सही तो आप कभी भी मुसीबत में नहीं उतरेंगे जहां आपको जरूरत है फ्लश का उपयोग शुरू करें तथ्य की बात के रूप में फ्लश का उपयोग करना हतोत्साहित किया जाता है सही आपको हमेशा' pragma atomic' और ' pragma atomic' और इसी तरह का ध्यान से उपयोग करना चाहिए तो आप इस मुद्दे का सामना कब करेंगे हमने इस डेकर एल्गोरिथ्म Dekker's algorithm को देखा ठीक है इसलिए आपको यह फ्लश कब लिखना है देखिए मैं एक साझा चर फ्लैग 1 को अपडेट कर रहा हूं और मैं क्रिटिकल'critical' नहीं कह रहा हूं मेरा मतलब है मैं कोड लिख रहा हूं मैंने फ्लैग 1 के आसपास एक क्रिटिकल सेक्शन नहीं रखा है मैंने यह नहीं कहा है कि यह एटॉमिक हैमेरा मतलब है मैं उन कंस्ट्रक्ट्सको बायपास करने की कोशिश कर रहा हूं जो ओपनएमपी ने मेरे लिए बनाए हैं क्रिटिकल और एटॉमिक तो ज्यादातर समय आपको फ्लश के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है यही मर्म है ओपनएमपी कंसिस्टेंसी मॉडल वीक औरडेरिंग से दो कारणों से कमजोर है एक यह है कि सिंक्रनाइज़ेशन ऑपरेशन और डिसजॉइंट चर एक दूसरे के संबंध में क्रम मे नहीं दिए जाते हैं जिसे हमने देखा ठीक है'a' के लिए फ्लश ' b ' के लिए कुछ भी सुनिश्चित नहीं करता है मेमोरी ' b ' तक पहुंचती हैयह नहीं कहा कि वे इस सीमा को पार नहीं कर सकते हैं सही उन्हें फ्लश के आसपास फिर से व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है इसका वीक औरडेरिंग से कमजोर होने का यह एक कारण है एक और महत्वपूर्ण बात जो एक उन्नत अवधारणा से अधिक है वह है ओपनएमपी कंसिस्टेंसी मॉडल यह जो मॉडल पेश करता है वह रिलीज कंसिस्टेंसी मॉडल है जो वीक कंसिस्टेंसी का एक और रिलैक्सेशन है इसमें यह होता है कि सिंक्रनाइज़ेशन एक्सेस को आगे 2 प्रकार के ऑपरेशनस में विभाजित किया जाता है अधिग्रहण और रिलीज अधिग्रहण एक प्रकार का संचालन होता है जब आप लॉक प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और जब आप अनलॉक करने का प्रयास करते हैं तो रिलीज़ ऑपरेशन'release' operation होते हैं और अब यह मॉडल क्या करता है कि 'अधिग्रहण' के लिए यह सुनिश्चित करता है कि सभी मेमोरी एक्सेस के बाद 'अधिग्रहण' पूरा हो जाए तो क्या होता है जब आप लॉक करने और अनलॉक करने की कोशिश करते हैं सही आप यहां कुछ कर रहे हैंये निर्देश हैं जिन्हें आप लॉक करने के लिए सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं मान लीजिए कि मेरे पास यहां एक निर्देश है और मान लीजिए कि अनलॉक के बाद मेरे पास एक निर्देश है क्या इससे पहले कि लॉक हासिल किए जाने के बाद लॉक पूरा होने से पहले इन निर्देशों में से कोई फर्क होगा नहीं जो अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि लॉक हासिल करने से पहले लॉक के अंदर का निर्देश नहीं होना चाहिए यह महत्वपूर्ण बात है इसलिए यह सुनिश्चित करने से परे एक स्तर जा रहा है कि मेमोरीकंसिस्टेंट हैं यह कह रहा है कि जब एक 'अधिग्रहण' ऑपरेशन होता है तो अधिग्रहण 'ऑपरेशन पूरा होना चाहिए सभी मेमोरी एक्सेस के पहले और इसी तरह जब 'रिलीज़' ऑपरेशन'release' operation होता है तो रिलीज़ से पहले होने वाले सभी मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन रिलीज़' होने से पहले पूरे होने चाहिए ये सभी निर्देश जो लॉक और अनलॉक के बीच हैं लॉक और अनलॉक के बीच उन्हें रिलीज़release' होने से पहले पूरा करना होगा लॉक रिलीज़release' होने से पहले और प्रोग्राम के क्रम में रिलीज़release' के बाद एक्सेस करने के लिए रिलीज़release' की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए इनमें से कुछ निर्देश इनमें से कुछ लाल निर्देशों को लॉक होने से पहले निष्पादित भी किया जा सकता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लॉक और अनलॉक के बीच के ये नीले निर्देश वे हैं जिनकी हम वास्तव में परवाह करते हैं इसलिए यह कंपाइलर द्वारा रन टाइम सिस्टम आदि के द्वारा और भी अधिक ऑप्टिमाइजेशनकरने की अनुमति देता है तो यह आगे भी कंस्ट्रेंट्स को रिलैक्स करता है आप समझते हैं कि यह महत्वपूर्ण है ठीक है क्योंकि यदि कंपाइलर और रनटाइम सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते हैं तो आपका कोड बहुत बहुत धीरे चलने जा रहा है